आज के लेक्चर में हम इन्वेंट्री मॉडल का अध्ययन करते हैं इन्वेंट्री अनिवार्य रूप से सामग्रियों की खरीद से संबंधित है मटेरियल मैनेजमेंट यह है कि हम प्रत्येक विनिर्माण उदयोग या विनिर्माण परिस्थिति में बाद के उपयोग के लिए सामग्री को कैसे संग्रहित करते हैं हम सामग्री खरीदते हैं और इन सामग्रियों को आमतौर पर कच्चे माल के रूप में खरीदा जाता है कभी कभी ये कच्चे माल विनिर्माण से गुजरते हैं और अर्ध तैयार उत्पाद और तैयार उत्पाद बन जाते हैं खरीदे गए कुछ आइटम सीधे उत्पाद की असेम्ब्ली में जाते हैं इससे पहले हमने एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग देखी है जहाँ एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग का आउटपुट हमें बताता है कि प्रत्येक अवधि के लिए कितनी उत्पादन क्षमता उपलब्ध है बाद में हम मॉडल डिसएग्रीगेशन मॉडल का भी अध्ययन करेंगे जहां प्रत्येक अवधि में उपलब्ध उत्पादन क्षमता उस अवधि में विनिर्माण किए जाने वाले विभिन्न उत्पादों को आवंटित की जाती है इसलिए डिसएग्रीगेशन के अंत में हमें पता होगा कि कौन से उत्पाद बनने वाले हैं इन उत्पादों को बनाने के लिए हमें सामग्री खरीदने की आवश्यकता है इसलिए अब हम यह देखने जा रहे हैं कि हम सामग्री कैसे खरीदते हैं इसलिए इन्वेंट्री अनिवार्य रूप से दो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब देती है यदि कोई वस्तु या सामग्री है जिसे हम खरीदने जा रहे हैं तो दो महत्वपूर्ण निर्णय हैं जो सामग्री की खरीद से जुड़े हैं और ये दो प्रश्न हैं कि कितना ऑर्डर करना है और कब ऑर्डर करना है इसलिए स्पष्ट है कि जब उत्पादन नियोजन पूर्ण हो जाता है और विभिन्न उत्पादों को समय का आवंटन किया जाता है तो हमें इस बात का अनुमान हो जाता है कि हम एक निश्चित प्रकार के उत्पादों का कितनी मात्रा या कितनी संख्या में उत्पादन करने जा रहे हैं अर्थात हम प्रत्येक उत्पाद के कितने अंतिम उत्पाद का उत्पादन करने जा रहे हैं अब एक निश्चित मात्रा में कुछ कच्चे माल या निश्चित संख्या में खरीदी गई वस्तुओं की आवश्यकता होती है इसलिए यदि विभिन्न उत्पादों की मांग ज्ञात हो तो प्रत्येक अंतिम उत्पाद में जाने वाली इन वस्तुओं या सामग्रियों की मात्रा या संख्या की आवश्यकता का पता लगाने के लिए उत्पादों की संख्या को मांग से गुणा किया जा सकता है एक बार जब हम अंतिम उत्पाद में जाने वाले प्रत्येक आइटम की वार्षिक मांग को जान लेते हैं तो हमें यह तय करने की आवश्यकता होती है कि हम हर बार कितनी मात्रा में ऑर्डर करने जा रहे हैं और हम कब ऑर्डर दे रहे हैं इसलिए इन्वेंट्री नियंत्रण या इन्वेंट्री प्रबंधन अनिवार्य रूप से इन दो पहलुओं से संबंधित है आइए हम भी इन्वेंट्री मॉडल के वर्गीकरण पर कुछ समय बिताएं प्रमुख रूप से दो प्रकार का वर्गीकरण है एक को सिंगल पीरियड इन्वेंटरी मॉडल और मल्टीपल पीरियड इन्वेंटरी मॉडल कहा जाता है सिंगल पीरियड इन्वेंटरी मॉडल यह मानते हैं कि नियोजन क्षितिज एक एकल अवधि है और निर्णय केवल एक बार किया जाता है मल्टी पीरियड मॉडल्स मानते हैं कि कई नियोजन अवधि या कई अवधिया हैं और निर्णय एक से अधिक बार किए जाते हैं कभी कभी इन्हें स्टैटिक एंड डायनेमिक इन्वेंटरी प्रॉब्लम भी कहा जाता है अब इन्वेंट्री प्रबंधन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह वस्तु की वास्तविक मांग है जिस क्षण हम उस मांग को जान लेते हैं उसके बाद ही हम इन दो प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं कि हम हर बार कितना ऑर्डर करें और कब ऑर्डर करें इसलिए अब मांग की प्रकृति के आधार पर हम मोटे तौर पर तीन वर्गीकरण कर सकते हैं एक को डिटरमिनिस्टिक डिमांड कहा जाता है और दूसरे को प्रोबेबिलिस्टिक डिमांड कहते हैं और प्रोबेबिलिस्टिक डिमांड के भीतर हमारे पास दो वर्गीकरण हैं एक को इन्वेंटरी अंडर रिस्क कहा जाता है दूसरे को इन्वेंटरी अंडर अनसर्टेंटी कहा जाता है डिटरमिनिस्टिक डिमांड का अर्थ है वार्षिक मांग निश्चित रूप से ज्ञात है रिस्क का मतलब होगा कि मांग ज्ञात है लेकिन मांग निर्धारित नहीं है यह एक निश्चित वितरण का अनुसरण करता है और संपूर्ण वितरण ज्ञात है यदि मांग का वितरण ज्ञात है तो इसे प्रॉब्लम्स अंडर रिस्क कहा जाता है यदि यह मान लिया जाए कि मांग निर्धारित या निश्चित नहीं है तो मांग का वितरण ज्ञात नहीं है लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मापदंडों जैसे कि वितरण का माध्य और मांग के विचलन ज्ञात हैं तो यह इन्वेंटरी मॉडलअंडर अनसर्टेंटी कहा जाता है और ऑपरेशन एंड सप्लाई चैन मैनेजमेंट पर इस व्याख्यान श्रृंखला में हम कई मल्टीपल पीरियड इन्वेंटरी मॉडल और मल्टीपल पीरियड विथ रिस्क देखेंगे हम भी कोशिश करेंगे और कुछ एक या दो नॉनडिटरमिनिस्टिक डिमांड के देखेंगे इसलिए हम पहले कुछ मॉडलों को देखेंगे जहां मांग ज्ञात और डिटरमिनिस्टिक है फिर हम प्रोबेबिलिस्टिक इन्वेंटरी मॉडल की ओर जाएंगे विशेष रूप से इन्वेंटरी अंडर रिस्क की परिस्थितियों में जाएंगे फिर जैसा कि इन्वेंट्री समस्याओं में उल्लेख किया गया है हम मूल रूप से इन दो प्रश्नों का उत्तर देते हैं कितने ऑर्डर करने हैं और कब ऑर्डर करना है इन दो सवालों के जवाब देने के कारणों में से एक वह सामग्री है जिसे हम खरीदते हैं या जो आइटम हम विनिर्माण के लिए खरीदते हैं वे विशेष आइटम हैं जो कोई और उत्पादन करके उस संगठन को बेच रहा है जो इस उत्पाद का निर्माण कर रहा है पर विक्रेता या आपूर्तिकर्ता या वह व्व्यक्ति जो वास्तव में इस सामग्री को प्रदान करते हैं उन्हें इसे बनाने और फिर इसे बेचने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है इसलिए ऑर्डर की निश्चित मात्रा तय करना आवश्यक है जो इष्टतम है ताकि जो व्यक्ति इसे बनाता है और इसे बेचता है उसके पास ऐसा करने का समय हो इसलिए संगठन एक आइटम को हर रोज नहीं खरीदते हैं लेकिन प्रत्येक दिन की आवश्यकता की तुलना में थोड़ी अधिक मात्रा खरीदते हैं इसलिए कितना खरीदना है या कितना ऑर्डर करना है इन प्रश्नों की ओर हाल ही में संगठनों का ध्यान बढ़ा है जब वे जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ रहे है और जस्ट इन टाइम परचेसिंग में संगठन ठीक उसी चीज़ को खरीदने की मांग करते हैं जो उन्हें तुरंत या बहुत कम समय की मांग के लिए आवश्यकता हैं पुराने मॉडलों के विपरीत जहां आप वास्तव में ऑर्डर की मात्रा तय करते हैं जो कि अनुकूलित होती है जिसके परिणामस्वरूप ऑर्डर की मात्रा से बड़ी समय अवधि की मांग की पूर्ति हो सकती है हम पहले कुछ पारंपरिक मॉडलों को देखेंगे जहां हम वास्तव में कोशिश करते हैं और अनुकूलन करते हैं कि वह मात्रा क्या है जिसे हमें खरीदना है आमतौर पर यह बात कितनी ऑर्डर करनी होती है ऑर्डर क्वांटिटी कहलाती है और इसे Q द्वारा निरूपित किया जाता है और कब ऑर्डर करनी है को रीऑर्डर लेवल कहा जाता है और इसे r द्वारा निरूपित किया जाता है अब दूसरा प्रश्न भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम आपूर्तिकर्ता को ऑर्डर देते हैं तो आपूर्तिकर्ता को वह वस्तु बनानी होती है और फिर उसे देना होता है तो एक समय है जो आपूर्तिकर्ता को इसे बनाने में चाहिए और कब ऑर्डर करनी है इस चर को ऐसे चुना जाता है कि जब हम ऑर्डर देते हैं और जब तक ऑर्डर की गई सामग्री आती है तब तक हमारे पास ऑर्डर करने के और उसके आगमन के बीच की अवधि की मांग को पूरा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए अब एक ऑर्डर रखने और ऑर्डर के आने के बीच की अवधि को लीड टाइम कहा जाता है बहुत व्यापक रूप से परिभाषित लीड टाइम एक ऑर्डर करने के और इसे प्राप्त करने के बीच का समय है लीड टाइम में भी वास्तव में कई घटक होते हैं कभी कभी हम यह देखते हैं कि एक ऑर्डर करना है और हम आर्डर करते हैं इन दो निश्चित समयों के बीच कुछ समय बीत जाता है और फिर हम ऑर्डर करते हैं और वस्तु की आपूर्ति की जाती है और फिर वस्तु की आपूर्ति और उसके उपयोग के बीच कुछ समय बीत जाता है कभी कभी हम उसको भी लीड समय मानते हैं लेकिन हमारी चर्चा के उद्देश्य से हम यह मानेंगे कि लीड समय एक ऑर्डर देने और प्राप्त करने के बीच का समय है इसलिए कब ऑर्डर करना है प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमें ऑर्डर इस प्रकार देना होता है कि सामग्री आने तक या ऑर्डर देने और उस सामग्री का आगमन के बीच की अवधि के लिए जो लीड समय है हमारे पास उस समय के दौरान आइटम की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक होना चाहिए इसलिए आम तौर पर रीऑर्डर स्तर या जिस बिंदु पर हम ऑर्डर करते हैं वह लीड टाइम के दौरान मांग के बराबर होता है तो वह मात्रा जिसे रीऑर्डर लेवल कहा जाता है वह हमें लीड टाइम के दौरान मांग को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए जिसे लीड टाइम डिमांड कहा जाता है जब मांग डिटरमिनिस्टिक होती है और लीड टाइम भी डिटरमिनिस्टिक होता है और निश्चितता के साथ जाना जाता है तो लीड समय की मांग को लीड टाइम और दैनिक मांग के गुणा के रूप में गणना की जा सकती है लेकिन अगर उनमें से एक नॉनडिटरमिनिस्टिक है तो हमें लीड टाइम डिमांड के अपेक्षित मूल्य को देखना होगा और फिर यह देखना होगा कि रीऑर्डर लेवल लीड टाइम डिमांड के अपेक्षित मूल्य के बारे में है या कभी कभी इससे अधिक है जैसे हम प्रोबेबिलिस्टिक इन्वेंटरी मॉडल की ओर आगे बढ़ते हैं हम उन पहलुओं को देखेंगे अब हम खुद को डिटरमिनिस्टिक इन्वेंटरी मॉडल तक सीमित कर देंगे जहां मांग निश्चितता के साथ जानी जाती है हम दूसरे प्रश्न पर वापस जाते हैं कि कितना आर्डर किया जाए हम उपभोग के लिए हर रोज एक ही वस्तु का आर्डर नहीं देते हैं क्योंकि इन्वेंट्री से जुड़ी अन्य लागतें हैं तो स्पष्ट है जब आइटम खरीदे जाते हैं तो एक कीमत होती है या जिसे आइटम की लागत कहा जाता है इसलिए जब हम किसी एक आइटम को खरीदते हैं तो उस आइटम से जुड़ी एक इकाई लागत होती है इसलिए यदि हम एक मात्रा Q का आदेश देते हैं और यदि इकाई की लागत C है तो C और Q का गुणा उस वस्तु का वास्तविक मूल्य या लागत है जिसे हमें उस वस्तु को खरीदने के लिए उठाना पड़ता है यदि हम मानते हैं कि वार्षिक मांग ज्ञात है और यह D है तो C और D का गुणा वस्तु का मूल्य है जो निश्चित रूप से प्रति वर्ष आइटम खरीदने पर खर्च किया जाता है हम यह मानते हैं कि योजना की अवधि के दौरान आइटम की लागत में बदलाव नहीं होता है हम आम तौर पर मानते हैं कि C स्थिर रहता है और यह नहीं बढ़ता है या आइटम की लागत पर मुद्रास्फीति का कोई प्रभाव नहीं होता है इत्यादि लेकिन आइटम की लागत के अलावा कुछ अन्य लागतें हैं जो हम खर्च करते हैं अब वे तीन अन्य प्रकार की लागतें हैं जो हम खर्च करते हैं एक को ऑर्डर कॉस्ट या ऑर्डरिंग कॉस्ट कहा जाता है जिसे नोटेशन C naught या C 0 या Co द्वारा दर्शाया जाता है जो हर बार एक आइटम के लिए ऑर्डर रखे जाने पर खर्च होती है अब यह लागत उस मद की वास्तविक लागत से अलग है और उस मात्रा पर निर्भर नहीं करती है या उससे स्वतंत्र है जिसे ऑर्डर किया जा रहा है लेकिन हर बार ऑर्डर देने के लिए एक निश्चित ऑर्डर कॉस्ट को खर्च किया जाता है ऑर्डर कॉस्ट में कई कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें से कुछ को मैं अब यहां लिस्ट करूंगा सबसे पहले लोगों की लागत या उन लोगों को दिए गए वेतन का भुगतान करना है जो परचेसिंग क्षेत्र में काम करते हैं उनकी तनख्वाह ऑर्डरिंग लागत का हिस्सा बन जाती हैं क्योंकि वे दिन प्रतिदिन कई वस्तुओं का ऑर्डर देते हैं इसलिए ऑर्डरिंग कॉस्ट का एक हिस्सा हैं जो शामिल लोगों के वेतन को पूरा करने में जाता है दूसरा आपूर्तिकर्ता से संगठन में आने वाली वस्तुओं के लिए परिवहन लागत है जो ऑर्डर की लागत के साथ शामिल है हम मान सकते हैं कि आपूर्तिकर्ता बिंदु से संगठन तक वस्तुओं को लाने के लिए एक बार परिवहन लागत है तीसरा है निरीक्षण लागत हो सकती है क्योंकि इन संगठन में आने वाली वस्तुओं का निरीक्षण किया जाना है कभी कभी हम सौ प्रतिशत निरीक्षण कर सकते हैं कभी कभी रैंडम सैंपलिंग हो सकती है लेकिन किसी न किसी रूप में इन आवक सामानों का निरीक्षण किया जाता है और निरीक्षण से जुड़ी लागत होती है अगला हालांकि अवांछनीय है हमारे पास ऐसी स्थिति हो सकती है जहां निरीक्षण के अंत में एक अस्वीकृति हो तो अस्वीकृत वस्तुओं को वापस जाना होगा और फिर रिप्लेस करना होगा इसलिए एक देरी हो सकती है इसमें समय तत्व के साथ साथ एक लागत तत्व भी है इसलिए आपूर्तिकर्ता पक्ष के संबंध में रिजेक्ट एवं रीवर्क की लागत हो सकती है पांचवें और शायद एक और महत्वपूर्ण लागत को फॉलो अप की लागत कहा जाता है उदाहरण के लिए एक ऑर्डर रखा गया है और कभी कभी देरी हो सकती है और फिर रीटाइम अनुमानित और ज्ञात किया जाता है और उस समय जब हम लीड समय पर पहुंचने जा रहे हैं जिसका मतलब है कि आइटम को आना है तो बहुत सारी फॉलो अप गतिविधि चल रही होती है और इनमें से कुछ फॉलो अप गतिविधियों में इस संगठन के वरिष्ठ लोग भी आपूर्तिकर्ता के पास जा सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि आवश्यक वस्तुएं समय पर आए तो फॉलोअप से जुड़ी एक लागत है फॉलो अप फोन पर हो सकता है यह अन्य रूपों में हो सकता है जो महंगे हैं इसका मतलब यह भी होता है कि व्यक्ति आपूर्तिकर्ता के यहां जाए और उसके बाद वस्तुओं का वहां पर ही निरीक्षण करके ही उसे यहां लाए तो ये लागतें हैं जो ऑर्डर करने की लागत से जुड़ी हैं बेशक कोई देरी हो रही है तो इनमें से प्रत्येक देरी अधिक लागत में result करती है तो ये सभी ऑर्डर लागत या ऑर्डर करने की लागत के घटक हैं और यह लागत उस मात्रा पर निर्भर नहीं करता है जो ऑर्डर किया गया है उदाहरण के लिए यदि आप इन घटकों को देखते हैं तो कोई कह सकता है कि कम से कम यह घटक उस मात्रा पर निर्भर हो सकता है जो ऑर्डर किया गया है लेकिन फिर अभी हम मान लेते हैं कि ऑर्डर की लागत उस मात्रा पर निर्भर नहीं है जो ऑर्डर की गई है और हर ऑर्डर के लिए तय है अब अन्य महत्वपूर्ण लागत जो आती है जो संगठन को आइटम आने के बाद उठाना पड़ता है जिसे इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट होल्डिंग या कैरिंग कॉस्ट कहा जाता है अब इसे C c द्वारा दर्शाया जाता है जो इन्वेंट्री वहन करने की लागत होती है जो C c है इसके भी कई घटक हैं जब सामग्री आती है और यह एक निश्चित मात्रा में आती है जो कि Q है जिसे हमें पता लगाना है और फिर जैसा कि मैंने उल्लेख किया है जब हम अनुकूलन Q करते हैं तो हम कहते हैं कि यह दैनिक मांग से थोड़ा अधिक है जिसका अर्थ है कि जो सामग्री आती है वह कुछ निश्चित दिनों के लिए उपयोग की जाने वाली है और फिर एक ऑर्डर रखा जा रहा है अगला ऑर्डर आने वाला है और इसका उपयोग होने जा रहा है इसलिए जब यह मात्रा Q आती है तो इसे सहेजना पड़ता है इसे संग्रहीत करना पड़ता है इसे नियंत्रण में रखना पड़ता है और इसके साथ एक लागत जुड़ी होती है अब यह लागत हमारी इन्वेंट्री होल्डिंग लागत या इन्वेंट्री कैरिंग की लागत है तो पहली लागत जो हम सोच सकते हैं वह इन वस्तुओं को रखने के लिए स्थान की लागत है इसलिए उन्हें कुछ गोदाम या कुछ भंडारण क्षेत्र में रखा जाना चाहिए और संग्रहीत और सुरक्षित रखा जाना चाहिए और जिस क्षण हम सुरक्षा और सुरक्षा चाहते हैं हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो इन वस्तुओं की चोरी से रक्षा करेंगे और इसे सुरक्षित रखेंगे तो जो लोग इन्वेंट्री के भंडारण से जुड़े हैं उनका वेतन एक और घटक है कभी कभी स्थान के साथ साथ आपके पास बिजली और अन्य सुविधाएं भी हो सकते हैं जिनकी आवश्यकता होती है तो वहाँ बिजली और अन्य सुविधाएं जो भंडारण क्षेत्र में है की लागत होगी कभी कभी इनमें से कुछ वस्तुओं को बहुत विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता होती है जैसे कि धूल रहित वातावरण या कभी कभी कुछ निश्चित तापमान जिन्हें इन कुछ वस्तुओं के लिए बनाए रखना पड़ता है ये बहुत आम नहीं हैं लेकिन असामान्य भी नहीं हैं कि कुछ आइटम हो सकते हैं जिनके लिए एक निश्चित तापमान की स्थिति धूल रहित वातावरण की स्थिति इत्यादि की आवश्यकता होती है इसलिए हमें कुछ अन्य चीजों जैसे कि अन्य विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागत की आवश्यकता है अब अगली चीज़ जो हो सकती है मान लीजिए कि हम एक बहुत बड़ी मात्रा का ऑर्डर देते हैं और इससे पहले कि हम इस पूरी मात्रा का उपभोग करें जो कि कई दिनों की खपत है या तो प्रौद्योगिकी बदल जाती है या कोई बेहतर उत्पाद आता है और इस तरह यह आइटम जो हमने खरीदा है अप्रचलित और अनुपयोगी हो सकता है इसलिए अगर ऐसी स्थिति होती है तो अप्रचलन की लागत हो सकती है इसलिए मैं इसे अप्रचलित वस्तुओं की लागत के रूप में लिखता हूं फिर से हालांकि अवांछनीय है ऐसे समय होते हैं जब आइटम चोरी हो जाते हैं और एक निश्चित पिलफरेज लागत है जो कि संगठन को विशेष रूप से तब होता है जब वस्तुएं वे होती हैं जो आसानी से चोरी हो जाते हैं यदि उनकी ठीक से निगरानी नहीं की की जाती है इसलिए हालांकि यह छोटा और अवांछनीय है पिलफरेज की लागत हो सकती है अब इन सभी के ऊपर और एक अत्यंत महत्वपूर्ण लागत है जो कैरिंग लागत का अभिन्न अंग और एक बड़ा घटक है अब जब हम इस आइटम को खरीदते हैं जिस आइटम की मात्रा Q और कीमत C होती है और फिर Q X C आइटम की लागत होती है और संगठन को इसे खरीदने में खर्च करना पड़ता है अब संगठन को इन सभी वस्तुओं का पैसा वापस तब मिलता है जब वस्तु का उपयोग किया जाता है और उत्पाद का निर्माण करके उसको बेच दिया जाता है इसलिए संगठन इस Q x C को खर्च करता है लेकिन यह संगठन वास्तव में इस धन Q x C को किसी स्रोत से उधार लेता है तो उधार के पैसे के लिए संगठन को ब्याज का भुगतान करना पड़ता है जिसे पूंजी की लागत कहा जाता है इसलिए इन्वेंट्री रखने की सबसे प्रमुख लागत पूंजी की लागत है हालांकि मैंने इसे छठे या अंतिम आइटम के रूप में लिखा है यह वास्तव में लागतों का सबसे महत्वपूर्ण है इसे किसी प्रकार के ब्याज दर के रूप में भी परिभाषित किया जाता है जो संगठन खर्च करता है जो कि i द्वारा दिया जाता है और इसलिए यह C c है यदि हम इन सभी लागतों पर विचार करते हैं फिर यह C c उस वस्तु को hold करने की लागत है जो इसमें आती है प्रति वर्ष प्रति यूनिट या प्रति अवधि कई बार यह प्रथागत है और अगर हम वास्तव में विभिन्न घटकों के लिए गणना करते हैं तो हम देखेंगे कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और C c का बड़ा अनुपात है और उनमें से बाकी वास्तव में इस के योगदान की तुलना में बहुत छोटे अथवा कम हैं तो ऐसी स्थिति में जहां यह बाकी पर हावी है यह भी है कि मैं C c को i x C लिखूं जहां i प्रति वर्ष ब्याज प्रतिशत और C वस्तु की इकाई लागत है तो कैरिंग लागत को दो तरीकों से लिखा जा सकता है एक यह है कि C c कहा जाता है जहां ये सभी लागत शामिल हैं और ऐसी स्थितियां हैं जहां C c की लागत को i x C के रूप में लिखा जाता है जहां उधार ली गई पूंजी का ब्याज हावी हो जाता है और ले लिया जाता है और शेष लागतो को ब्याज दर की तुलना में नगण्य माना जाता है अब एक चौथी लागत है मुझे चौथी लागत यहाँ लिखनी चाहिए और चौथी लागत को बैक ऑर्डर की लागत या शॉर्टेज की लागत कहा जाता है अब मान लेते हैं कि हम एक निश्चित वस्तु खरीद रहे हैं और इस मद की उपलब्धता के आधार पर हमने एक निश्चित उत्पाद या एक घटक के उत्पादन को निर्धारित किया है जो हमें शुक्रवार को करना है और मान लेते हैं कि यह आइटम गुरुवार को आने की उम्मीद है इसलिए कि शुक्रवार की सुबह जब उत्पादन होता है तो उत्पादन के लिए सामग्री उपलब्ध होती है और हमें मान लें कि किसी कारण से हमें गुरुवार या शुक्रवार को वस्तुएं नहीं मिल रही है और शुक्रवार की सुबह जब उत्पादन शुरू होने वाला है तो यह नहीं आया है इसलिए हम शुक्रवार को उत्पादन नहीं कर पाएंगे और यदि वस्तु या उत्पाद के लिए नियत तारीख शुक्रवार को बनती है तो इसका मतलब है कि हम इसे शुक्रवार को ग्राहक को नहीं दे पाएंगे इसलिए अब देरी होगी देरी को आमतौर पर शॉर्टेज कहा जाता है हम सामग्री की ग्राहक की चाह या ग्राहक की आवश्यकता को नियत तारीख को पूरा नहीं कर पाए हैं अब इसे दो तरीकों से संभाला जा सकता है एक यह है कि मैं इसे शुक्रवार को ग्राहक को देने में सक्षम नहीं हूं उसी समय मैं अगले दिन के लिए इस मांग को लेकर चलूं और शनिवार को उत्पादन करो और इसे दे दो अब ऐसी स्थिति को बैक ऑर्डर कहा जाता है जहां अपूरीत मांग को उत्पादन की अगली अवधि तक ले जाया जाता है और फिर मांग को पूरा किया जाता है दूसरे को शॉर्टेज कहा जाता है या इसे लॉस्ट सेल भी कहा जाता है जिसका मतलब है कि अगर मैं शुक्रवार को एक निश्चित मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं हूं तो मैं इसे खो चुका हूं और मैं इसे वापस बैक ऑर्डर से पुनर्प्राप्त करने का प्रयास नहीं करूंगा मोटे तौर पर दोनों को कमी कहा जाता है शॉर्टेज में निर्दिष्ट करना होगा कि यह बैक ऑर्डर की स्थिति हैं या लॉस्ट सेल की स्थिति पर आमतौर पर जब यह निर्दिष्ट नहीं होता है तो यह माना जाता है कि यह बैक ऑर्डर की स्थिति है तो इससे जुड़ी एक लागत है यदि सामग्री समय पर नहीं आती है तो अब इस तरह की लागत को नोटेशन C s शॉर्टेज की लागत से दर्शाया जाता है अब इसके कई घटक हैं पहला घटक विशेष रूप से यदि यह एक लॉस्ट सेल है तो बिक्री के साथ जुड़े लाभ का नुकसान होता है क्योंकि सामग्री के लिए बिक्री पूरी नहीं होती है तो लाभ का एक नुकसान जुड़ा हुआ है इसे अवसर की हानि जैसी किसी चीज से भी जोड़ा जा सकता है उदाहरण के लिए बिक्री के माध्यम से मुझे आगे का व्यवसाय मिल सकता है जो खो गया है क्योंकि मैं उस समय सीमा या नियत तारीख को बिक्री पूरी नहीं कर सका हूं यदि यह एक बैक ऑर्डर है तो इसका अर्थ है कि मैं अगली अवधि में अपूरीत मांग को पूरा करता हूं मुझे अगली अवधि में कुछ और क्षमता की आवश्यकता है अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए तो उस क्षमता की लागत इस प्रकार इस मद को बनाने के लिए अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता है जो कि दोनों ही परिस्थितियों में अतिरिक्त खर्च है चाहे वह बैक ऑर्डर हो या शॉर्टेज मेरे पास सामग्री नहीं है इसलिए मैं उत्पादन नहीं कर पाऊंगा इसलिए या तो मुझे कुछ पुनर्निर्धारण करना होगा और कुछ अन्य चीजों का उत्पादन करना होगा जिनके लिए सामग्री उपलब्ध है इसलिए यदि हम ऐसा करते हैं तो रीशेड्यूलिंग की लागत है यदि हम उस समय के दौरान कुछ अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने में असमर्थ हैं जो हमने इस आइटम के लिए निर्दिष्ट किया है फिर इस अवधि के लिए संसाधन का उपयोग नहीं किया जाता है इस अवधि के लिए संसाधन निस्र्पयोगी है तो संसाधन की निस्र्पयोगी रहने की लागत या संसाधन के न्यून उपयोग की लागत अब हम उस स्थिति पर वापस जाते हैं जहां हम शुक्रवार को इसका उत्पादन नहीं कर पाए हैं लेकिन हम कोशिश करते हैं और इसे अगले दिन उत्पादित करते हैं अब हमें एक पल के लिए मान लेते हैं कि हमने जो वास्तव में तय किया था उसे शुक्रवार के लिए निर्धारित किया था अब मान लेते हैं कि यदि हम शुक्रवार को इसे बनाने में सक्षम थे तो बता दें कि हमने तैयार माल को ग्राहक तक ले जाने के लिए एक ट्रक का उपयोग किया होगा अब एक बैक ऑर्डर है जिसे हम शुक्रवार को उत्पादन और पूरा करने में सक्षम नहीं हैं बता दें कि हम इसे केवल शनिवार को ही कर पाएंगे लेकिन तब हम यह नहीं चाहते कि ग्राहक को पहुंचाने में देरी हो हम नहीं चाहते कि यह बहुत बाद में पहुंचे इसलिए जिन तरीकों से हम वास्तव में इसे गति दे सकते हैं उनमें से एक इसे सड़क मार्ग से भेजने के बजाय या ट्रक द्वारा भेजने के बजाय किसी वस्तु को हवाई मार्ग से ग्राहक को भेज सकते है इसलिए इससे माल ढुलाई में वृद्धि होगी यदि हम परिवहन के तेज साधनों को लेना पसंद करते हैं जो महंगे हैं इसलिए यदि नियत तारीख को पूरा करने के लिए हम प्रयास करते हैं तो सड़क से भेजने के बजाय हवा मार्ग से भेजकर गति प्रदान कर सकते हैं पर माल का भाड़ा अधिक लगेगा अब हमने C s के छह अलग अलग पहलुओं को देखा है लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण है जैसे कि पूंजी की लागत C c में सबसे महत्वपूर्ण है वैसी ही C s इसमें बहुत महत्वपूर्ण घटक है जिसे ग्राहक की गुडविल की हानि कहा जाता है अब अगर देरी हो रही है जब ग्राहक संगठन के प्रदर्शन से खुश नहीं होगा और अगर यह देरी जारी रहती है तो निश्चित रूप से एक ऐसा बिंदु है जिस पर संगठन ग्राहक को खो देगा या संगठन चिंतित होने लगता है कि वे ग्राहक को खोने जा रहे हैं और गुडविल है जो किसी भी संगठन के अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसका अब नुकसान हुआ है इसलिए संगठन गुडविल के नुकसान के बारे में बहुत चिंतित हैं जो देरी के कारण हो सकता है और सामग्री उपलब्ध नहीं होने के कारण तो ग्राहक को खोने से जुड़ी लागत C s का एक अभिन्न हिस्सा है एकमात्र कठिनाई यह है कि इसे एक संख्यात्मक मूल्य देने में बहुत कठिनाई है कोई यह नहीं कह सकता है कि इस पर प्रति दिन इतने रुपए खर्च हुए प्रत्येक संगठन जानता है कि यह लागत अधिक है और प्रत्येक संगठन इस लागत को उच्चतर मानना चाहता है इसलिए हम उस पर कोई समझौता नहीं करते हैं साथ ही कोई भी संगठन यह अनुमान नहीं लगा सकता है कि ग्राहक के गुडविल के नुकसान की लागत क्या है तो ये सभी घटक हैं जो इन्वेंट्री में जाते हैं अब चार महत्वपूर्ण लागते वस्तु की इकाई लागत होती है उसे ऑर्डर करने की लागत वहन करने की लागत और बैक ऑर्डर या शॉर्टेज कॉस्ट नोटेशन C वस्तु की इकाई लागत C naught या C o ऑर्डर करने की लागत C c वहन करने की लागत और C s शॉर्टेज की लागत को वर्णित करते है अब अन्य तीन लागतें अलग हैं और वे अतिरिक्त लागत हैं जो कि आइटम की वास्तविक लागत के ऊपर अतिरिक्त हैं इसलिए जब कोई संगठन इन्वेंटरी खरीदता है या मेंटेन करता है परिस्थितियों के अनुसार संगठन वास्तव में यह चारों लागतों को व्यय करता है इसलिए इन्वेंट्री प्रबंधन जो कि कितना ऑर्डर करने के बारे में बात करता है जो कि Q है यह पहला सवाल है जिसे हम देखेंगे और प्रयास करेंगे कि सभी चार लागतों को न्यूनतम रखें तो उद्देश्य सभी संबंधित लागतों के योग को कम करने का प्रयास करना होगा निर्णय चर है कि कितना ऑर्डर करना है जो कि Q है और परिस्थितियों के आधार पर या अवधारणा के आधार पर होने वाली सभी चार लागतें हैं इसलिए इसके साथ हम कुछ बहुत ही बेसिक इन्वेंटरी मॉडल को देखेंगे और फिर इन इन्वेंट्री मॉडल का कुछ और अधिक उन्नत स्थितियों में विस्तार करने की कोशिश करेंगे पहला इन्वेंट्री मॉडल जिस पर हम गौर करेंगे जिसे हम कहते हैं सिंगल आइटम कंटीन्यूअस डिमांड एंड इंस्टैन्टेनियस रिप्लेनिशमेंट मॉडल अब मान लेते हैं कि इस वस्तु की वार्षिक मांग प्रति वर्ष D है और ज्ञात है अब Q को ऑर्डर करने की मात्रा है जिसे हम हर बार ऑर्डर करने के लिए तय करते हैं तो आइए हम देखें कि इस आइटम के लिए इन्वेंट्री समय के साथ कैसे व्यवहार करती है तो आइए हम एक सरल ग्राफ बनाएं जो इस प्रकार का है जैसे यह समय है और हमें यह मान लेना है कि हमने अभी Q के लिए एक ऑर्डर दिया है और हमने तुरंत इसे प्राप्त कर लिया है Instantaneous replenishment का अर्थ है जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करते हैं आइटम तुरंत आ जाता है जिसका मतलब यह भी है कि लीड टाइम 0 है इसलिए जिस क्षण ऑर्डर दिया जाता है उस समय आइटम प्राप्त होते हैं इसलिए मान लें कि हमें Q प्राप्त हुआ है और हम इस Q का उपयोग कर रहे हैं अब जब हम कहते हैं कि निरंतर मांग तो हम मान लेते हैं कि मांग समय के हर स्तर पर उतनी ही है इसलिए जैसा कि समय व्यतीत होता है मांग D जो कि हर समय समान है की पूर्ति Q के स्टॉक से होती जाती है इसका उपयोग किया जाता है और 0 तक पहुंचने तक आता है अब यह slope D है जो वास्तव में वस्तु की मांग है जैसे अगर वार्षिक मांग दस हजार हो और हम कहें कि अगर कंपनी दो सौ पचास दिन काम करती है फिर दैनिक मांग चालीस है अगर कंपनी दिन में आठ घंटे काम करती है तो प्रति घंटा मांग पांच है अगर प्रति घंटा मांग पांच है प्रति मिनट मांग 5 60 है और प्रति सेकंड मांग के लिए यह साठ से विभाजित करते है और मांग समान है हमें निरंतर मांग को इस प्रकार देखना चाहिए जिसका अर्थ है कि हर समय एक मांग है और चूंकि यह मांग समान है जो प्रति वर्ष D है अब यह Q से 0 तक सीधी रेखा के रूप में आएगा अब जैसे ही यह स्टॉक स्थिति शून्य पर पहुंच जाती है क्योंकि हमारे पास इंस्टैन्टेनियस रिप्लेनिशमेंट है और हम यह मानते हैं कि शॉर्टेज नहीं है हम शॉर्टेज की स्थितियों को मॉडल नहीं करना चाहते हैं क्योंकि जब तक इन्वेंटरी की स्थिति शून्य तक पहुंच जाती है तब तक हम मांग में कमी नहीं करना चाहते हैं मैं इसे y अक्ष पर स्टॉक या इन्वेंट्री स्थिति और x अक्ष पर समय के रूप में कहूंगा इसलिए जैसे ही इन्वेंट्री की स्थिति शून्य पर पहुंचती है मैं एक और Q के लिए ऑर्डर देता हूं और उस का इंस्टैन्टेनियस रिप्लेनिशमेंट है इसलिए जैसे ही मैं एक ऑर्डर देता हूं मेरी स्टॉक स्थिति इस Q तक पहुँच जाती है अब एक बार फिर से यह सिलसिला जारी रहता है और तब तक मैं इसका उपभोग करता हूं जब तक कि मैं इस 0 तक नहीं पहुँच जाता फिर मैं एक ऑर्डर देता हूं और फिर मैं उपभोग करना शुरू करता हूं तो इन्वेंट्री की स्थिति इस तरह से व्यवहार करेगी कृपया ध्यान दें कि यह वही Q है जो यहां के साथ साथ यहां भी है तो अब हम समय अवधि को T कहते हैं अब Q को ज्ञात करने के लिए एक बहुत ही सरल सूत्र प्राप्त करते हैं अब हर बार जब हम एक ऑर्डर करते हैं तो हम एक मात्रा Q का ऑर्डर देते हैं इसलिए प्रति वर्ष ऑर्डर की संख्या D Q होगी क्योंकि हर बार जब हम एक ऑर्डर देते हैं तो हम प्रति वर्ष Q संख्या के लिए ऑर्डर देते हैं कुल ऑर्डर लागत D Q C naught के बराबर है अब C naught यह ऑर्डर लागत है इसलिए जब भी हम एक ऑर्डर देते हैं तो हम एक C naught खर्च करते हैं और इस C naught की इकाई प्रति ऑर्डर रुपये होती है तो D Q प्रति वर्ष ऑर्डर की संख्या है और C naught है प्रति ऑर्डर रुपये तो D Q C naught ऑर्डर लागत प्रति वर्ष की इकाई होगी इसलिए इस लागत को हमने माना है अब हमें इस लागत होल्डिंग या इन्वेंट्री लागत पर विचार करना होगा अब होल्डिंग कॉस्ट या इन्वेंट्री लागत को हमने C c के रूप में परिभाषित किया है और इसकी एक इकाई है रुपये प्रति यूनिट प्रति वर्ष इसलिए या तो वर्ष या उसी समय की अवधि जिसके बारे में हम देख रहे हैं हम इसे रुपये प्रति यूनिट प्रति वर्ष के रूप में भी परिभाषित करेंगे तो यह प्रति वर्ष एक यूनिट रुपये प्रति यूनिट रखने की लागत है तो औसत इन्वेंट्री जो हमारे पास किसी भी समय है का C C से गुणा हमें प्रति वर्ष होल्डिंग लागत देगा और औसत इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद इकाइयों की संख्या के संदर्भ में होनी चाहिए अब औसत इन्वेंट्री की गणना करने के दो तरीके हैं इसलिए औसत इन्वेंट्री यह कहने की तरह है कि अगर मैं Q के साथ इस चक्र को शुरू करता हूं तो यह नीचे आता है यह नीचे आता है समय टी पर शून्य हो जाता है इसलिए एक विशेष चक्र में शुरुआत इन्वेंट्री है Q एंडिंग इन्वेंटरी शून्य है औसत इन्वेंट्री Q 2 क्योंकि आपके पास वास्तव में यहां एक लाइन है जो यह कहने का एक तरीका है कि औसत इन्वेंट्री Q 2 है अन्य तरीके से कहना है समय की किसी भी अवधि को ले कुल इन्वेंट्री का पता लगाएं जिसे आपने औसत इन्वेंट्री प्राप्त करने के लिए समय से विभाजित किया है इसलिए यदि आप एक विशेष चक्र लेते हैं तो इस चक्र के दौरान हमने जो कुल इन्वेंट्री रखी है वह इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है जो ½ आधार ऊंचाई है इसलिए ½ Q T है अब यह इन्वेंटरी एक अवधि T के लिए रखी जाती है इसलिए ½ Q T को T में विभाजित किया गया है जो हमें ½ Q देता है इसलिए औसत इन्वेंट्री Q 2 यूनिट होती है औसत इन्वेंट्री वह इन्वेंट्री होती है जो हमारे पास किसी भी समय पर औसतन होती है अब इस इन्वेंट्री को धारण करने की लागत को कुल होल्डिंग लागत कहा जाता है जोकि Q 2 C c के बराबर है इसे धारण करने की लागत भी प्रति वर्ष है क्योंकि यह रुपये प्रति यूनिट प्रति वर्ष है तो यह रुपये प्रति वर्ष हो जाता है इकाइयां रद्द हो जाती हैं और आपको प्रति वर्ष रुपये मिलते हैं अब हम इस लागत को देखते हैं जो कि बैक ऑर्डर या शॉर्टेज लागत है एक धारणा है कि कोई शॉर्टेज नहीं है इसलिए हम इस विशेष मॉडल में शॉर्टेज नहीं करते हैं जिसका अर्थ है कि इन्वेंट्री की स्थिति नेगेटिव नहीं है इसलिए इस मॉडल में कोई शॉर्टेज नहीं है इसलिए हम अपनी कुल लागत में बैक ऑर्डर या शॉर्टेज लागत पर विचार नहीं करेंगे अब आइटम की यह लागत है इसलिए आइटम की लागत CD के बराबर है D वार्षिक मांग और C वस्तु की इकाई लागत है इसलिए कुल वार्षिक लागत TC जो आइटम की लागत ऑर्डर लागत और होल्डिंग लागत का योग है D Q Co Q2 C c D C अब इस कुल लागत अभिव्यक्ति में जैसा कि मैंने कहा कि तीन लागत हैं आइटम लागत इन्वेंट्री को होल्ड करने की लागत ऑर्डर करने की लागत कोई शॉर्टेज या बैक ऑर्डर लागत नहीं है जब हम चर को ढूंढना चाहते हैं क्योंकि बाकी सभी चीजें ज्ञात हैं वे ज्ञात पैरामीटर हैं तो केवल एक चीज जो हमें करने की आवश्यकता है वह है Q का पता लगाना अब यह कुल लागत Q का एक गैर रैखिक फलन है क्योंकि आप यहां denominator में Q को पाते हैं यहां आप Q को numerator में पाते हैं यह एक एकल चर गैर रेखीय कार्य है इसलिए Q के संबंध में डिफरेंशिएट करना और इसे शून्य के बराबर करना पहला व्युत्पन्न देगा जो कि Q के इष्टतम मूल्य देगा उसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है यह दूसरे व्युत्पन्न पर निर्भर करेगा अब हमारा उद्देश्य इस TC को मिनिमाइज करना है इसलिए इसके पहले व्युत्पन्न को शून्य करने से हमें dTCdQ 0 करना होगा जिससे हमें dTQ2 Co Cc2 0 प्राप्त होगा तीसरी term में DC है जो स्थिर है जिसमें Q शामिल नहीं है इसलिए इसका व्युत्पन्न 0 होगा इसलिए 0 के बराबर एक पहला व्युत्पन्न हमें DQ2 Co Cc2 0 देगा जो सरलीकरण करने पर Q square root 2DCo Cc होगा अब वास्तव में Q किसी का वर्गमूल है इसलिए Q को गणितीय रूप से प्लस मान या माइनस मान होना चाहिए लेकिन चूँकि Q वह मात्रा है जिसका ऑर्डर दिया गया है यह ऋणात्मक मान नहीं ले सकता है इसलिए Q को 2DCo Cc के मूल के बराबर लिखने की प्रथा है और केवल सकारात्मक मान लिखें केवल सकारात्मक मूल्य लिया जाता है अब हमें यह पता लगाना है कि Q के इस मान पर मूल फलन अधिकतम या न्यूनतम है अब हम कुल लागत को मिनिमाइज करने में रुचि रखते हैं इसलिए दूसरा व्युत्पन्न होगा DQ2 Co है यह एक स्थिरांक बन जाएगा अब यहां एक नकारात्मक शब्द और एक Q2 है इसलिए आगे डिफरेंशिएट करने पर हमें यहां एक सकारात्मक term मिलेगा और Q3 हर में आएगा तो 2DCo Cc के मूल के पॉजिटिव मान के लिए दूसरा व्युत्पन्न सकारात्मक होगा जिससे यह संकेत मिलता है कि यह मात्रा वास्तव में न्यूनतम मात्रा है अब इस मात्रा Q को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहा जाता है जिसे संक्षेप में EOQ भी कहा जाता है अब हमने जो सूत्र प्राप्त किया है उसे एकल आइटम के लिए EOQ सूत्र कहा जाता है और इस सूत्र को विल्सन EOQ सूत्र भी कहा जाता है जिसका श्रेय विल्सन को दिया जाता है जिन्होंने इसे शुरुआती चालीसवें या तीसवें दशक में बनाया कभी कभी इस सूत्र का श्रेय जाता है हैरिस को जाता है और इसे हैरिस इन्वेंट्री सूत्र भी कहा जाता है और साहित्य विल्सन और हैरिस दोनों के योगदानों के बारे में बात करता है जिन्होंने स्वतंत्र रूप से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे मेंया ऑर्डर की मात्रा जो ऑर्डर करने की लागत और कैरी करने की लागत को भी कम करती है का पता लगाने के लिए इस तरह के फार्मूले के उपयोग के बारे में विचार किया इसलिए चार लागतों में से जैसा कि मैंने कहा था कि हमने बैक ऑर्डर या कमी की लागत पर विचार नहीं किया है हम यह भी मानते हैं कि जो तीन शेष लागतें हमें मिली हैं वह ऑर्डर कॉस्ट घटक है यह इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट घटक है यह आइटम लागत घटक है अब हम महसूस करते हैं कि आइटम लागत वास्तव में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हिस्सा नहीं निभाता है तो यह भी प्रथागत है कि आइटम लागत को छोड़ दिया जाए और Q व्युत्पन्न करने के लिए ऑर्डर लागत पर विचार किया जाए साथ ही साथ सिर्फ कैरी कॉस्ट को लिया जाए और आइटम लागत शामिल नहीं की जाए क्योंकि आइटम लागत एक स्थिर होने के कारण इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को व्युत्पन्न करने में योगदान करने वाली नहीं है तो केवल दो लागतें हैं जो अनुकूलित की जाती हैं जो कि ऑर्डर लागत के साथ साथ वहन लागत भी हैं अतः Q के इस सूत्र में Q 2DCo Cc के धनात्मक मूल के बराबर है D ज्ञात है जो वार्षिक मांग है C naught ज्ञात है जो प्रति ऑर्डर रुपये है C c प्रति वर्ष प्रति यूनिट है जो बहुत महत्वपूर्ण है वह यह है कि D वार्षिक मांग है जो प्रति वर्ष की मांग है तब C c को प्रति वर्ष प्रति यूनिट के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए यदि D को प्रति महीने के रूप में परिभाषित किया जाता है तो C c को भी प्रति माह इतने रुपये प्रति यूनिट के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए तो D और Cc की माप की उनकी इकाई में एक ही समय अवधि होनी चाहिए तो यदि D Co और Cc ज्ञात हैं तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की गणना की जा सकती है और फिर हम इस Q को कुल लागत फ़ंक्शन में स्थानापन्न कर सकते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि संगठन की न्यूनतम लागत कितनी होगी अगले लेक्चर में हम संख्यात्मक उदाहरणों पर विचार करेंगे और हम इन्वेंट्री मॉडल पर थोड़ा और अन्वेषण करेंगे